अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत लोकप्रिय विषय पर चर्चा करेंगे और जो है पीवी पावर का ग्रिड कनेक्शन तो पीवी पावर एक उतार चढ़ाव वाला पावर है यह दिन भर बदलता रहता है यह दोपहर में एक पिक पर पहुंचती है और यह इन्सोलेशन पर निर्भर है तो यह एक निश्चित पावर नहीं है इसलिए आपको एक ऊर्जा बफर जैसे बैटरी या पंप किए गए हाइड्रो या कंप्रेस्ड हवा का उपयोग करने की आवश्यकता है अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए कुछ ऐसे ऊर्जा भंडारण या ऊर्जा बफरिंग की आवश्यकता होती है अब यदि आप ग्रिड पर विचार करते हैं तो ग्रिड पावर उपलब्ध है और उचित सीमा के भीतर उसमें से किसी भी मात्रा का पावर लिया जा सकता है और यह कुछ एक आदर्श स्रोत की तरह है जहां इम्पीड़ेंस जहां आउटपुट इम्पीड़ेंस लगभग नगण्य है अब हम ऐसी पीवी पावर और ग्रिड को एक साथ कैसे जोड़ें और इसका कुछ उपयोग करें तो यदि पीवी पावर जो भी पावर पीवी आउटपुट से उपलब्ध है जो भी पावर पीवी मॉड्यूल संगृहीत करके आउटपुट पर डिलीवर करने में सक्षम है वह सारी पावर हमें इस ग्रिड को सप्लाई कर देते है और ग्रिड को विभिन्न लोड को उचित रूप से वितरित करने देते है तो यह एक सप्लीमेंट स्रोत की भूमिका में कार्य करता है इसलिए यदि यह आपके भवन से हो रहा है तो हम कहें कि पीवी मॉड्यूल आपके छत पर हैं और आपके छत से आपने इसे तार से जोड़ दिया है और इसे इस तरह से जोड़ा है कि आप ग्रिड में पावर पंप कर रहे हैं तो आप इसमें कम बिजली बिलों का भुगतान कर लाभान्वित होंगे तो इसलिए ग्रिड कनेक्शन बहुत लोकप्रिय हो गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ग्रिड का सप्लीमेंट है तो हमें जो देखने की जरूरत है वह यह है कि हम पीवी मॉड्यूल को ग्रिड से कैसे जोड़ें किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स है जो बीच में आएगा जिससे यह संभव होगा और यही हम अध्ययन करना चाहेंगे लेकिन पहले हम ग्रिड कनेक्शन के सिद्धांत को देखतें हैं एक ग्रिड को लीजिये सिंगल फेज ग्रिड कुछ इस तरह से मेरे पास लाइन और न्यूट्रल हैं और लाइन और न्यूट्रल के बीच में मैं ग्रिड को एक वोल्टेज स्रोत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं तो एक साइन वेव वोल्टेज स्रोत और मुझे इस तरीके से माप करने दीजिये जैसा कि तीर द्वारा दिखाया गया है और मैं इसे vg कहूंगा vg ग्रिड वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है अब इस ग्रिड में आप समानांतर में एक और वोल्टेज स्रोत जोड़ते हैं आप निश्चित रूप से इस तरह समानांतर में एक करंट स्रोत को कनेक्ट कर सकते हैं जहां यहां करंट स्रोत इस कॉमन के बीच जुड़ा हुआ है जो न्यूट्रल बिंदु और यह लाइन है तो करंट स्रोत एक उच्च आउटपुट इम्पीड़ेंस स्रोत है और इसलिए यह ग्रिड में एक पूर्व निर्धारित स्तर पर करंट पंप कर सकता है और इसलिए पावर ग्रिड में पंप की जाती है तो यदि आपके पास एक करंट स्रोत है और यह करंट स्रोत पीवी मॉड्यूल से पावर प्राप्त कर रहा है तो आप निश्चित रूप से इसे इस तरह से जोड़ सकते हैं फिर भी ध्यान दें सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है आप समानांतर में इस तरह से वोल्टेज स्रोत को कनेक्ट नहीं कर सकते मान लीजिये कि मेरे पास एक वोल्टेज स्रोत है और मैं इस प्रतीक vi का उपयोग करता हूं क्योंकि अधिकांश समय वोल्टेज स्रोत जो v का निर्माण करेगा यह वही v है जो निर्माण करेगा एक इन्वर्टर के आउटपुट से आ रहा है तो मैं इसे vi के रूप में नाम दूंगा इन्वर्टर आउटपुट तो यह वोल्टेज स्रोत यदि आप इसे इस तरह से समानांतर में जोड़ते हैं तो इन दोनों के बीच एक विशाल प्रवाह ig होने के लिए बाध्य है इस दिशा में या इस दिशा में और कुछ निचे की तरफ जाने वाला है तो इन दोनों वोल्टेज स्रोतों को सीधे इस तरह से न जोड़ें इसके बजाय आपको बीच में इस तरह एक इम्पीड़ेंस L को लगाना होगा तो यह इंडक्टेंस एक नॉन डीसीपीटीव ऊर्जा भंडारण तत्व है तो यह इम्पीड़ेंस के रूप में कार्य करेगा और इस वोल्टेज स्रोत और इस वोल्टेज स्रोत को मेच करने का प्रयत्न करेगा इन दो वोल्टेज स्रोतों को वैकल्पिक रूप से आप इसे इस तरह देख सकते हैं यह वोल्टेज स्रोत इंडक्टेंस के साथ इंडक्टेंस के साथ मिलकर वे एक करंट स्रोत का निर्माण करेंगे और इसलिए अब ये दोनों एक साथ एक करंट स्रोत है जिसे मैं इसे ग्रिड से जोड़ सकता हूं तो अब मुझे ग्रिड वोल्टेज के तरंग आकार पर नजर डालनी चाहिए जिसका आपके पास कोई नियंत्रण नहीं है यह ग्रिड और ig द्वारा तय किया जाता है करंट जो आपने ग्रिड में पंप करने का निर्णय लिया है तो हम इन दो वोल्टेज तरंग आकार बनाम समय पर एक नजर डालते हैं तो यह है x अक्ष समय है और y अक्ष मूल रूप से वोल्टेज और करंट का परिमाण है तो मुझे पहले वोल्टेज vg का परिमाण ड्रा करने दें तो यह एक 50 हर्ट्ज सिग्नल है यहां इसका पीरियड 20 ms है और आदर्श अर्थ में यह vg एक शुद्ध साइनसॉइड है और मैं इसे Vmsinωt के रूप में लिखूंगा लेकिन व्यावहारिक अर्थ मेंvg ग्रिड वोल्टेज साइनसॉइड नहीं है इसमें बहुत सारे हार्मोनिक्सहैं तो वहा बहुत सारे हार्मोनिक्स है ग्रिड वोल्टेज तरंग में THD मौजूद है लेकिन अब के लिए मान लें कि यह स्रोत एक साइनसोइडल है यह सिर्फ एक मौलिक Vmsinωt है अब आप ig को किस तरह से रखना चाहेंगे जिसे आप ग्रिड में डालेंगे हम पीवी पैनल के अधिकतम उपयोग करना चाहेंगे जिसमें से आप पावर खींच रहे हैं हम चाहेंगे कि ig जो की ग्रिड में डाला जा रहा है को इस तरह से फीड किया जाए कि अधिकतम सक्रिय पावर ग्रिड में डाली जाए तो ऐसी स्थितियों में आप ig को वोल्टेज तरंग के साथ फेज में रखना चाहेंगे एक पॉवर फैक्टर पर कुछ भी आयाम Im पर जो की पीवी पैनल के अधिकतम पावर बिंदु द्वारा तय किया गया है जो इस वोल्टेज नियंत्रित स्रोत को चला रहा है तो यह ig है जो कि Imsinωt है इसलिए वोल्टेज और करंट दोनों का एक फेज में है जैसा कि यहां दिखाया गया है पावर क्या है पावर Vm × Im2 है यह हम जानते हैं आप इंटीग्रल कर सकते हैं 1t इंटीग्रल vg ig dt आपको पावर औसत पावर VmIm2 मिलेगा अब मुझे इंडक्टर पर वोल्टेज पर विचार करने दें मैं इंडक्टर पर वोल्टेज इस प्रकार मापूंगा इसे vL कहूंगा और फिर इस लूप को देखिये और वोल्टेज समीकरण लिखिए तो vg vL vg vL vi के बराबर होना चाहिए vi इन्वेर्टर से निकलने वाला वोल्टेज है अब vL क्या है vL का ig से सीधा संबंध है यदि ig साइनसोइडल है तो vL कोसाइनसोइडल होना चाहिए यदि vL साइनसोइडल है तो ig कोसाइनसोइडल होना चाहिए तो हम साइनसोइडल के लिए ig चाहते हैं ताकि यह vg के फेज में हो इसलिए आप देखेंगे कि vg L digdt vi है अब यदि इस तरह से ig दिया जाता है तो Imsinωt digdt ωImcosωt होगा हम इस समीकरण को उचित रूप से बदल देंगे vg अवकलन के बाद Vmsinωt ωL Imcosωt है जो vi के बराबर है तो यह महत्वपूर्ण संबंध है अगर मेरे पास यहाँ vi इस तरह से है तो पूरे इंडकटेंस पर वोल्टेज माइनस यह होगा और इंडकटेंस के माध्यम से करंट या करंट जिसे ग्रिड में डाला जाना है ig 1L इंटीग्रल vi - vg × dt के द्वारा दिया जाता है यह इंडक्टर समीकरण से आ रहा है अब vi अगर मैं इसे इस Vmsinωt ωL Imcosωt - vg के बराबर सेट करता हूं जो कि Vmsinωt है तो Vmsinωt रद्द हो जाएगा और इंडक्टर पर जो दिखाई देगा वह ωL Imcosωt होगा अब वह कोसाइन तरंग है अब समाकलन करने पर ig जो कि इंटीग्रेटर का आउटपुट है एक साइनसोइडल तरंग है और यही हमें चाहिए और जो हम चाहते है ताकि यह वोल्टेज के साथ फेज में हो तो यहाँ से हम यह लेते है यह स्रोत एक नियंत्रित स्रोत है हम इसे बना रहे हैं और आप इसे कैसे नियंत्रित करना चाहेंगे हम इसे इस तरह से नियंत्रित करना चाहेंगे कि vi यह मान ले तो हम जिस इन्वर्टर को नियंत्रित कर रहे हैं उसका आउटपुट यह मान होना चाहिए जिसका अर्थ है कि मुझे उचित रूप से संदर्भ सेट करना चाहिए जिससे आउटपुट vi इस पर आये तो ऐसी स्तिथि में फिर ig के माध्यम से बहने वाला करंट इस के द्वारा दीया जायेगा और यह साइनसोइडल और vg के साथ फेज में होगा क्योंकि vL कोसाइनसोइडल होगा इसलिए यह मूल रेखांकन सिद्धांत है तो वोल्टेज नियंत्रित इन्वर्टर का उपयोग करने के बजाय जहां मैंने कहा कि इन्वर्टर का संदर्भ आउटपुट वोल्टेज इस तरह हो मैं सीधे करंट को नियंत्रित कर सकता हूं इंडक्टर या इंडक्टर करंट ig जो ग्रिड में पंप होने वाला करंट है तो यदि मैं करंट ig को फीडबैक में देता हूं और ig संदर्भ करंट सेट करता हूं इस प्रकार से कि मैं PV मॉड्यूल से अधिकतम पावर खींच रहा हूं तो नियंत्रक उचित रूप से नियंत्रण इनपुट देने का काम करेगा जैसे कि vi यहां एक मान पर है इस तरह से आप जो चाहते हैं वह ig बह जाएगा तो करंट नियंत्रित इन्वर्टर पर जिसमें इंडक्टर और इन्वर्टर शामिल हैं और इंडक्टर करंट माप कर फीडबैक और फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के अधिकतम पावर के अनुसार संदर्भ करंट को निर्धारित करना पीवी मॉड्यूल को ग्रिड से जोड़ने का एक बहुत प्रभावी तरीका होगा तो हम देखेंगे कि हम यह कैसे करेंगे हम इसे सिंगल फेज और थ्री फेज ग्रिड दोनों में कैसे हासिल करेंगे